उसके बाद हम इस तरह के किसी चीज़ के लिए एक एक्सप्रेशन चाहते है जैसे यह और वह हम इसे हल करके प्राप्त कर सकते है हम इसे कई अलग अलग तरीकों से करेंगे मुझे पता है कि यह बहुत आसान है और आप में से बहुत से लोग शायद पहले से ही समाधान जानते है लेकिन हम इसे कई बार छोड़ देते है ताकि यह अपने आप हो जाना चाहिए यदि आप एक सर्किट देखते है तो आप यह बता सकते है कि क्या हो रहा है और यह क्यों चल रहा है और इत्यादि यही कारण है कि आप इस पर बहुत अधिक समय व्यतीत करेंगे और फिर हमारे पास फर्स्ट आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पर गणित की क्लास होगी वैसे इस तरह की चीज को फर्स्ट आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है इसे फर्स्ट आर्डर क्यों कहा जाता है क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन और कुछ नहीं बस इसी तरह है बाईं ओर आपके पास वेरिएबल है इस मामले में यह Vc है और वेरिएबल के डेरिवेटिव है और आपके पास उच्च और उच्च ऑर्डर डेरिवेटिव हो सकते है तो ऑर्डर को उच्चतम ऑर्डर डेरिवेटिव द्वारा परिभाषित किया गया है जो कि बाईं ओर है दाईं ओर आप उन सभी कॉन्स्टन्ट को समूहित करते है जो सिस्टम के इनपुट की तरह है और यह वह है जिसमें दाहिने हाथ की ओर 0 है यह क्या है इसे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है सामान्य तौर पर यदि आपके पास केवल वेरिएबल और दायीं ओर 0 है तो इसे होमोजेनियस इक्वेशन कहा जाता है इसलिए अगर मैं इसे अभी पुनर्व्यवस्थित करती हूं तो मुझे यह मिलता है तो अब हमारे पास यह एक्सप्रेशन है जो कहता है कि कुछ वेरिएबल Vc का डेरिवेटिव यह कुछ कॉन्स्टन्ट माइनस 1 R C गुना यह वही वेरिएबल है यह एक तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन है आप डिफ्रेंशिएशन के बारे में जानने के 5 मिनट बाद हल कर सकते थे क्योंकि अलग अलग डेरिवेटिव्स की टेबल दी गई है और आप देखते है टेबल के बाईं और दाईं ओर समान है और वह समाधान है वह क्या है यह आमतौर पर वह रूप है जिसमें मैं इसे डालती हूं तो इसका हल क्या है y बराबर एक्सपोनेंशियल अल्फा वाई यहां यह क्या है यह अल्फा एक्स का एक्सपोनेंशियल है तो एक एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक एक्सपोनेंशियल है यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है तो इसका समाधान आप सभी आसानी से अनुमान लगा सकते है अब यहाँ कुछ कॉन्स्टन्ट होना चाहिए यह एक्सपोनेंशियल t RC के रूप में है लेकिन कुछ कॉन्स्टन्ट होगा क्योंकि यदि आप Vc को किसी भी संख्या से गुणा करते है तो वह भी एक समाधान है मैं उस विशेष शब्द का उल्लेख करना भूल गयी हू तो यह केवल फर्स्ट आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है यह फर्स्ट आर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि हमारे पास Vc और Vc के डेरिवेटिव है लेकिन हमारे पास Vc के वर्ग या डेरिवेटिव के वर्ग वगैरह वगैरह नहीं है तो इसका यह भी अर्थ है कि क्योंकि यह एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है यदि आपके पास विशेष समाधान Vc है तो कुछ k गुणा Vc भी एक समाधान है क्योंकि इन सभी पदों को एक ही k से गुणा किया जाएगा तो Vc Vc0 एक्सपोनेंशियल माइनस tRC के रूप में होगा और इसलिए यदि मैं 5 वोल्ट के प्रारंभिक वोल्टेज के साथ RC का मेरा उदाहरण लेती हूँ और सामान्य तौर पर यह हमेशा सत्य होता है क्योंकि आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हल कर रहे है जब आप होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करते है तो आप परिणाम प्राप्त कर सकते है लेकिन यह किसी फ़ैक्टर से अस्पष्ट होगा क्योंकि आप किसी भी फ़ैक्टर से समाधान को गुणा करते है वह भी एक समाधान है तो आप कैसे बताते है कि यह फ़ैक्टर क्या है यह इनिशियल कंडीशन्स के आधार पर किया जाता है इसलिए जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करते है तो आपको इनिशियल कंडीशन्स दी जानी चाहिए और इनिशियल कंडीशन्स के आधार पर आप इस कॉन्स्टन्ट को निकाल सकते है फर्स्ट आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के मामले में आपके पास एक ऐसा कॉन्स्टन्ट होगा यदि आपके पास सेकंड आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपके पास ऐसे दो कॉन्स्टन्ट होंगे और इसी तरह इसलिए इनिशियल कंडीशन्स की संख्या डिफरेंशियल इक्वेशन के आर्डर के बराबर होनी चाहिए इस मामले में यह बहुत स्पष्ट है कि Vc0 का मान क्या है इसलिए सामान्य तौर पर आप इसे t के कुछ उपयुक्त मान को प्रतिस्थापित करके पाएंगे जिसके लिए आप पहले से ही समाधान जानते हैं और इस मामले में आप जानते है कि t 0 के लिए समाधान 5 वोल्ट है इसलिए इसका मतलब है कि Vc0 5 वोल्ट है यह आपको t 0 के मान से मिलता है तो यह 5 वोल्ट से शुरू होता है और ऐसा करता है यह 5 वोल्ट एक्सपोनेंशियल माइनस t R C जाता है और यह V c है अब मैं इसके लिए हल नहीं करना चाहती था और इसे प्लॉट नहीं करना चाहती था क्योंकि कभी कभी जब आप यह महसूस नहीं कर सकते कि यह क्यों है यह कहां है हमने पहले इसे ग्राफिक रूप से हल किया था हमारे पास 5 वोल्ट और शायद कपैसिटर के माध्यम से माइनस 5 वोल्ट है और इससे वोल्टेज कम हो जाएगा जैसे जैसे वोल्टेज कम होता है करंट कम होता जाता है तो परिवर्तन की दर गिरती रहती है तो परिवर्तन की दर का यह व्यवसाय स्वयं फ़ंक्शन के समानुपाती है जो आपको एक एक्सपोनेंशियल देता है इस मामले में परिवर्तन की दर आनुपातिक है लेकिन एक नेगेटिव साइन के साथ इसलिए क्या होता है यह गिर रहा है और फिर गिरने की दर उथली और उथली हो जाती है अंत में यह 0 तक पहुंच जाती है लेकिन केवल अनंत के बराबर t पर जिसे असिम्प्टोटिकली रूप से कुछ मूल्य तक पहुँचने के रूप में जाना जाता है अर्थात यह t के किसी भी परिमित मूल्य के लिए उस 0 मूल्य तक नहीं पहुँचेगा लेकिन केवल t अनंत के लिए पहुँचेगा तो आपको यह दोनों पता होना चाहिए जैसे बहुत ही सरल समीकरण के बाद इसे कैसे हल किया जाए साथ ही यह जिस तरह से बाहर आता है आप सर्किट से जानते है कि कपैसिटर में धारा गिरती रहती है अब इसका प्रारंभिक स्लोप क्या है dVcdt क्या है माइनस Vc0 RC एक्सपोनेंशियल माइनस t RC है इसलिए यदि आप फिर से t बराबर 0 के मान को देखते है तो यह Vc0RC है जिसे हम केवल सर्किट को देखकर भी बता सकते है क्योंकि हमारे पास कपैसिटर में 5 वोल्ट है जो रेसिस्टर के पार भी है तो करंट 5 वोल्ट R है और परिवर्तन वोल्टेज की दर I C है जो कि 5 वोल्ट RC है जो कि गिरने की दर है और फिर कम होती रहती है यह ठीक है और यह मात्रा RC यहां है जिसे हम बाद में देखेंगे हम इस सर्किट की और गणना करेंगे और वह चीज हर जगह दिखाई देती है तो इस एक्सपोनेंशियल में t कुछ मात्रा होगी जिसमें टाइम के डाइमेंशन्स होंगे तो इसे टाइम कॉन्स्टन्ट कहा जाता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप इस तरह होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते है तो गुणांक वहां होता है आपके पास 1 RC है जो RC को एक्सपोनेंशियल पर ले जाता है तो यह इस डिफरेंशियल इक्वेशन के समाधान की विशेषताएं है जो कि एक टाइम कॉन्स्टन्ट है और यहां सर्किट का RC टाइम कॉन्स्टन्ट जैसे शब्द बहुत सामान्य है इस तरह यह वही है तो यह उस दर को प्रभावित करता है जिस पर यह गिरता है क्या होगा यदि यह टाइम कॉन्स्टन्ट बहुत बड़ा है इस कर्व का क्या होगा यह जल्दी या धीरे धीरे गिरेगा यह धीरे धीरे गिरेगा इसलिए यदि R बहुत बड़ा है मेरा मतलब है कि R के बहुत बड़े होने या C के बहुत बड़े होने से टाइम कॉन्स्टन्ट बहुत बड़ा हो सकता है यदि R बहुत बड़ा है तोइसका मतलब यह है कि करंट बहुत कम है शुरू में उसी 5 वोल्ट के लिएकरंट बहुत कम होता है तो इसका मतलब है कि यह कैपेसिटर को कम डिस्चार्ज करेगा आखिर क्या हो रहा है शुरू में हमारे पास कैपेसिटर में कुछ चार्ज होता है जो इस R के माध्यम से लीक हो रहा है और फिर लीक होते होते लगभग 0 तक हो जाता है अब यदि रेसिस्टेंस बहुत बड़ा है तो इसका मतलब है कि प्रति यूनिट समय में बहुत कम चार्ज बाहर निकलता है यानी यह बहुत धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है वैकल्पिक रूप से कैपेसिटर के बहुत बड़े होने से टाइम कॉन्स्टन्ट बहुत बड़ा हो सकता है तो इसका मतलब है कि इसमें इतना चार्ज है कि यदि आप इसमें से एक निश्चित मात्रा में करंट निकालते है तो वोल्टेज में कमी बहुत कम होती है तो बीजगणितीय रूप से बहुत आसानी से जो निकलता है उसके लिए ये सभी सहज व्याख्याएं हैं और इन चीजों को सहज रूप से प्राप्त करना भी काफी महत्वपूर्ण है तो यह लंबे टाइम कॉन्स्टन्ट वाला एक सर्किट है और इसमें बहुत कम RC हो सकता है और फिर यह कुछ ऐसा करेगा और यह बहुत ही कम टाइम कॉन्स्टन्ट के साथ सर्किट है और उपयोग के आधार पर हमारे पास एक लंबा या छोटा टाइम कॉन्स्टन्ट हो सकता है